हमने देखा है कि 2 सूत्र हैं रेले जीन और वीन का सूत्र जो आपको विकिरण घनत्व देता है यह आपको u 82kTc3 देता है और यह आपको u 3e βνkT देता है और सत्य कहीं बीच में है क्योंकि वक्र दोनों सिरों पर फिट सही नहीं बैठता है एक सीमा या अन्य और इसे हल करने के लिए और u 82Ec3 रूप का होना चाहिए यह सही सूत्र है यह सूत्र यथार्थ रूप से व्युत्पन्न किया गया है तो हमें जो चाहिए वह है E जो रेले जीन्स के अनुसार kT है और वीन के अनुसार νe βνkT के समानुपाती है और सत्य कहीं बीच में है तो यह क्वांटम परिकल्पना द्वारा हल किया जाता है जो कहती है कि एक दोलक में ऊर्जा का सतत वितरण नहीं हो सकता है लेकिन h की इकाइयों में ऊर्जा ले सकता है h कोई नियतांक है तो आवृत्ति के साथ एक दोलक की ऊर्जा 0hν 2hν 3hν और इसी तरह हो सकती है लेकिन चिरसम्मत रूप से सतत नहीं हो सकती है हमारे पास सतत वितरण था लेकिन अब यह सतत नहीं हो सकता है आइए देखें कि यह विकिरण के वर्णक्रमीय घनत्व के वितरण के लिए सही सूत्र या प्लैंक सूत्र Planks' formula प्राप्त करने में कैसे मदद करता है तो मान लीजिए कि एक दोलक में ऊर्जा nhν है और तापमान T पर इसकी ऊर्जा nhν होने की प्रायिकता e nhνkT के समानुपाती होती है मतलब कि यह प्रायिकता समानुपाती है तो प्रायिकता e nhνkTn0e nhνkT के बराबर होगी ऊर्जा सभी तरह से अनंत तक हो सकती है I मैं 0 से शुरू कर रहा हूँ तो यह प्रायिकता है क्योंकि यह e nhνkT के समानुपाती है मैंने इसे इसके द्वारा सामान्यीकृत किया है और आप देख सकते हैं कि किसी भी मान के लिए कुल प्रायिकता एक होने जा रही है कुछ ऊर्जा सही तो अब यह प्रायिकता है जिसे मैं e nhνkT1 e hνkT के रूप में लिख सकता हूँ तो औसत ऊर्जा E ऊर्जा n0nhνe nhνkT1 e hνkT होने जा रही है तो मैं इसे 11 e hνkTn0nhνe nhνkT के रूप में लिखने जा रहा हूँ और मुझे इसकी गणना करनी है आइए हम ऐसा करतें है तो n0nhνe nhνkT की गणना करने के लिए मैं इसे 1kT लिखने के रूप में लिखने जा रहा हूँ तो मैं इसे n0nhνe βnhν के रूप में लिखने जा रहा हूँ जहां 1kT और इसे ddβn0e βnhν के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन यह योग हमने अभी अभी किया है तो यह ddβ11 e βhν है ये ऊर्जाओं भी हम आवृत्ति के साथ दोलक की औसत ऊर्जा की गणना करना चाहते हैं तो मान लीजिए कि दोलक की ऊर्जा nhν है तो बोल्ट्जमैन के अनुसार इसकी ऊर्जा nhν होने की प्रायिकता e nhνkT के समानुपाती है जहां T ताप है और इसलिए प्रायिकता स्वयं ही e nhνkTn0e nhνkT होने वाली है अब हमने सब कुछ सामान्यीकृत कर दिया है अब n0e nhνkT11 e hνkT जो कि ehνkTehνkT 1 के बराबर है तो हमने इसकी गणना की है इसलिए औसत ऊर्जा E n0nhνप्रायिकता जो कि ऊर्जा nhν है के बराबर होने वाली है इसलिए मैं इसकी ऊर्जा nhν होने की प्रायिकता से गुणा करता हूँ और फिर योग करता हूँ तो यह n0nhνe nhνkTn0e nhνkT के बराबर हो जाता है तो अब हम इसकी गणना करते हैं ऐसा करने के लिए मैं एक trick लगाता हूँ n0nhνe nhνkT को मैं n0nhνe βnhν के रूप में लिखता हूँ जहां 1kT और इसे ddβ∑e βnhν के रूप में लिखा जा सकता है लेकिन हमने इसकी गणना की है यह ddβ11 e βhν आता है जो अब 11 e βhν2e βhνhν के बराबर होता है ठीक है तो यह e hνkThν 1 e hνkT2 के बराबर है इसलिए Ee hνkThν 1 e hνkT21 e hνkT जो कि e hνkThν 1 e hνkT आता है जो hν ehνkT 1 के बराबर है तो हमने जो पाया है वह यह है कि क्वांटम परिकल्पना और बोल्ट्जमैन प्रायिकता का उपयोग करने पर दोलक की औसत ऊर्जा hν ehνkT 1 है और इसलिए u 82c3hν ehνkT 1 होने जा रहा है ध्यान दें 8πh3c31 ehνkT 1 ध्यान दें नंबर 1 u 3f के रूप का है नंबर 2 यदि T→ ∞ जो बहुत बड़ा है या छोटा है तो ehνkT 1 ehνkT पर जाएगा और u 8πh3c3e hνkT बन जाता है जो कि वीन का सूत्र है और यदि T→ 0 जो बहुत छोटा है तो ehνkT→1hνkT और u 82c3kT पर जाता है जो कि रेले जीन्स है तो क्वांटम परिकल्पना द्वारा प्राप्त यह सूत्र सही सीमा में वीन के सूत्र और रेले जीन के सूत्र के लिए सही तरीके से लागू होता है अधिक महत्वपूर्ण है सूत्र u 8hν3c31 ehνkT 1 जो प्रयोगों में सही बैठता है तो यह वर्णक्रमीय घनत्व का सूत्र है और यह क्वांटम परिकल्पना की पुष्टि करता है कि आवृत्ति के साथ दोलक केवल h की इकाइयों में ऊर्जा ले सकता है स्टीफन बोल्ट्जमैन के नियम के बारे में कैसे तो आइए हम ∫udν का समाकलन करें यह ∫08hν3c31 ehνkT 1dν के रूप में सामने आता है substitute करें Tx तो यह सूत्र ∫08hT3x3c31 ehxkTdx बन जाता है जो और कुछ नहीं बल्कि 8hT4c3∫0x31 ehxkdx है जो T4 के समानुपाती है और आप इसके लिए स्टीफन बोल्ट्जमैन गुणांक के लिए गुणांक ज्ञात कर सकते हैं तो इस व्याख्यान से निष्कर्ष निकालने के लिए हमने आपको जो दिखाया है वह यह है कि रेले जीन का सूत्र और वीन का सूत्र सही सूत्र की 2 सीमाएँ हैं जो क्वांटम परिकल्पना से प्राप्त होती हैं तो अब से हम मानते हैं कि एक दोलक के ऊर्जा स्तर क्वांटीकृत होते है क्वांटीकरण के और क्या प्रमाण हो सकते हैं जिन्हे हम अगले व्याख्यान में देखेंगे कि आप विकिरण को शामिल करने के लिए इस परिकल्पना को और आगे बढ़ा सकते हैं कि विकिरण को भी क्वांटीकृत किया जाना चाहिए और एक यांत्रिक दोलक को भी क्वांटीकृत किया जाना चाहिए तो अभी तक हमने कहा है कि केवल विद्युत् चुंबकीय दोलक वे दोलक जो विकिरण दे रहे हैं वे क्वांटीकृत हैं हम देखेंगे कि यांत्रिक दोलक को भी क्वांटीकृत किया जाएगा और वे कम तापमान पर ठोस पदार्थों की विशिष्ट ऊष्मा के व्यवहार की व्याख्या करते हैं ताकि क्वांटीकृत के सबूत मजबूत और मजबूत हो जाएं और फिर वहां से उड़ान भरेंगे